पहले सत्र में हमने इस बारे में चर्चा की है कि अच्छे कार्यस्थल और महान कार्यस्थल के बीच अंतर क्या है और फिर मैंने उल्लेख किया कि मैं आज दू सरे सत्र में बात करूंगा जो अच्छा बनाने के लिए है अच्छे कार्यस्थल को महान कार्यस्थल में परिव र्तित करेगा अब आप देखते हैं कि मैनेजमेंट नौकरी और कर्मचारियों के बीच संबंध कुंजी हैं और अन्य कर्मचारी भी हैं इसलिए जब हम महान कार्यस्थल के बारे में बात करते हैं तो महान मैनेजमेंट क्या है जैसा कि मैंने उल्लेख किया किसी भी मैनेजमेंट के बारे में जो स्वतंत्रता लचीलापन दे रहा है और एक बहुत विस्तृत कैनवास बना रहा है उनके प्रदर्शन के लिए यह प्रतिबंधित नहीं है कि आपको केवल इतना करना है कैसे आपने दू सरी जगह जाने की हिम्मत की है आपने कैसे इन चीजों को करने की हिम्मत की है जो आपको नहीं करना है तो अगर जो कुछ भी किया गया है संगठन की बेहतरी के लिए है और बहुत अच्छे इरादों के साथ यह मैनेजमेंट एक महान मैनेजमेंट है मैनेजमेंट का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि महान मैनेजमेंट संसाधनों का प्रबंध कर रहा है जब एक मैनेजमेंट उस सपने को देख रहा है लेकिन धन नहीं है अगर वहाँ कोई धन नहीं है लेकिन सपना वहाँ है और फिर उस विश्वास के साथ उस विशेष सपने का पीछा कर रहा है हां धन का प्रबंध किया जाएगा मैं जो कहना चाहता हूं वह मैनेजमेंट विजनरी है वह मैनेजमेंट जिसके पास बहुत मजबूत लीडरशिप स्टाइल्स है वह मैनेजमेंट जो व्यवसाय चलाने के प्रति प्रतिबद्धता रखता है जो व्यवसाय की बहुत महान छवि है वैश्विक स्तर की छवि रखता है वह महान मैनेजमेंट है महान मैनेजमेंट वह मैनेजमेंट है जो कर्मचारियों के साथ संबंध रखता है जो समाज से संबंधित है जो पर्यावरण से संबंधित है जो संबंधित है संस्कृति से और इसलिए उनकी प्रथाओं उनकी नीतियों उनकी रणनीतियों सभी उद्देश्यों लक्ष्यों सभी एक आयाम की ओर हैं और किसी भी तरह हमें न केवल प्रबंधन का सपना उस सपने को पूरा करना है यहाँ मैनेजमेंट का अर्थ है संगठन के प्रत्येक और हर उस हितधारक जब सभी उस विशेष सपने को पूरा करने के लिए सिं क्रनाइज़ कर रहे हैं फिर हम इस बारे में बात करेंगे कि वहाँ मैनेजमेंट एक महान मैनेजमेंट का काम है दू सरा पहलू जो मैं लेना चाहूंगा वह है नौकरी के बारे में अब एक मिलियन डॉलर का सवाल यह है कि प्रतिभागी व कर्मचारियों की एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है और किस प्रकार के असाइनमेंट उस विशेष कर्मचारी को दिए जाने हैं मैं जोड़ना चाहूंगा यहाँ एक और आयाम है कि वह किस प्रकार का असाइनमेंट करना चाहता है अब अच्छा कार्यस्थल जिसके लिए वह नियुक्त है और उसने वह विशेष कार्य दिया है वह भी खुश मैनेजमेंट भी खुश है वह अच्छा कर रहा है लेकिन यह एक महान कार्यस्थल नहीं है क्योंकि तब उनका रंगीन व्यक्तित्व वास्तव में उपयोग नहीं किया गया है उन्होंने खुद को चुनौती नहीं दी है इसलिए किस प्रकार की नौकरी पर विश्वास किया जा सकता है कि मैं यह विशेष काम कर सकता हूं 22 साल पहले मैं उद्योग में था और पिछले 22 साल से मैं शिक्षा क्षेत्र में हूं उस समय रेमंड ग्रुप्स समूहों द्वारा मुझे एकेडमिक इंस्टीट्यूटके साथ जुड़े होने की अनुमति दी गई थी और फिर एकेडमिक इंस्टीट्यूटने एक प्रशिक्षक के रूप में एक शिक्षक के रूप में मेरी क्षमता का एहसास किया है और फिर भी मैं अपने सभी बॉस से जुड़ा हुआ हूं क्योंकि उन्होंने पहचान लिया है कि किस प्रकार का व्यक्तित्व व्यक्ति के पास है और वह किस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन कर सकता है उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिए एक एकेडमीशयन होने के नाते मुझे अवसर प्रदान करना छात्रों के साथ बातचीत संकायों के साथ बातचीत उद्योग के लोगों के साथ बातचीत और इसलिए नौकरी केवल एच आर विभाग के लिए ही सीमित नहीं थी नौकरी मेरे लिए खुली थी कई कार्य करने के लिए मैं समझता हूं कि वर्टिकल सिलोस वाले कई संगठन उदाहरण के लिए उन सिलो हैं जहां टाइम ऑफिस है या लेबर ऑफिस है वहां आईआर है और वहां एच आर विभाग है और एक पोटेंशियल और परफॉर्मेंस अप्रेजल अनुभाग है वहाँ एल एंड डी है और लर्निंग और डेवलपमेन्ट वहाँ है जो विशेष रूप से है जो मैं समझता हूं वह एक व्यक्ति है जो एक प्रशिक्षक बनना चाहता है और शायद एच आर क्षेत्रों तक ही सीमित है उस स्थिति में उसे चाहिए एएसटीडी मॉडल अमेरिकन सोसायटी फॉर ट्रे निंग एण्ड डेवलपमेन्ट मॉडल और सभी एच आर कार्य हैं आप एच आर में तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि आपको इस बारे में जानकारी न हो संगठन की रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजिस क्या हैं किस प्रकार का परफॉर्मेंस जॉब में किया जाना है नौकरियों की संख्या सैकड़ों नौकरियां हजारों जॉब स्टाइल हैं कौन सी नौकरियों का प्रदर्शन किया जाना है यह केवल भर्ती और चयन विभाग के दायरे में नहीं है यह लर्निंग व डेवलपमेन्ट संगठन द्वारा भी देखा जाना चाहिए कि किस प्रकार का गहन ज्ञान है कोई भी वर्ग आईआर औद्योगिक संबंधों से अलग नहीं हो सकता नहीं नहीं यह भी जानना है लेबर लॉज़ किस प्रकार के होते हैं किस प्रकार के नियम और कानून होते हैं और यूनियनों को कैसे संभाला जाए और अन्य हितधारकों के साथ संचार कैसे हो समाज और एच आर में किस प्रकार का अनुसंधान चल रहा है HR क्या होगा 10साल केबाद एच आर सिनेरियो क्या होगा प्रशिक्षक को बहुत जागरूक होना चाहिए आजकल हर कोई रोबोटिक्स के बारे में बात कर रहा है और वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हैं इसलिए वे इस बारे में बात कर रहे हैं कि भविष्य के संगठन में मैन पावर कम हैं और मशीनरी अधिक फिर उस मामले में एच आर की भूमिका क्या होगी किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है अब आप देखें कि मैं भारतीय स्टेट बैंक भारतीय स्टेट बैंक का उदाहरण लेना चाहूंगा मुझे याद है जब भारतीय स्टेट बैंक में पहली बार कंप्यूटर पेश किए गए थे और बहुत सारे पद थे क्योंकि यह गलत धारणा थी कि प्रौद्योगिकी का परिचय टेक्निकल जॉब्स के लिए अधिक अवसर पैदा करेगा और मैनुअल जॉब्स के लिए कम अवसर और कम जनशक्ति की आवश्यकता होगी और इस प्रकार का भ्रम था लेकिन अब हम देखते हैं लगभग 30 साल भारतीय स्टेट बैंक के और फिर हम पाते हैं कि वे न केवल इंटरनेट बैं किंग में चले गए हैं बल्कि वे मोबाइल बैं किंग में चले गए हैं वे WWW से WWWW में चले गए हैं वर्ल्ड वाइड वायरलेस वेब में उन्होंने काम किया है और व्यापार का विस्तार हुआ है इसलिए परिवर्तन और टेक्नोलॉजी के उपयोग के साथ तब कर्मचारी को नौकरियों को देखना होगा यदि वह मल्टी स्किल्ड मल्टी डाइमेंशनल है तो उसे निराश नहीं होना चाहिए जो मुझे इस विशेष काम के लिए लिया गया और फिर मुझे दू सरा काम करने के लिए क्यों कहा गया कई बार युवा लोग विशेष रूप से वे इस प्रकार की समस्याओं को पाते हैं कि नहीं नहीं नहीं मेरे पास फाइनेंस स्पेशलाइजेशन है क्यों मुझे विपणन में काम करने के लिए कहा जाता है मैं मार्के टिंगमें क्यों हूं मैं एचआर में क्यों हूं इत्यादि इसलिए शुरुआत में उन्हें सांत्वना दी जानी चाहिए उसे प्रशिक्षकों एच आर विभागों लर्निंग और डेवलपमेन्ट विभागों की ओर से बात की जानी चाहिए उन्हें इस बारे में बात करनी चाहिए कि काम क्या है इसलिए इस मामले में काम यह है कि यदि वे मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं तो वे कई नौकरियां संभाल सकते हैं वे अन्य क्षेत्रों में भी कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्रदर्शन कर सकते हैं क्योंकि यह उनके मुख्य योग्यता और जो मैनेजमेंट इफेक्टिवेनेस है तो नौकरी के साथ यह कर्मचारी के रिश्ते का निश्चित नहीं होना चाहिए वह लचीला होना चाहिए परिवर्तनशील होना चाहिए अनुकूलन योग्य होना चाहिए और यह उत्पादक है तो वास्तव में यह मोट मॉडल है मोट मॉडल बात करता है कि जब भी हम नौकरियों और दक्षता की मैनेजमेंट इफेक्टिवेनेस के बारे में बात करते हैं तब 3 कारक होते हैं जो हैं लचीला होना अनुकूल होना और उत्पादक होना एक कर्मचारी को यह सब करना होगा और इसलिए आप पाएंगे कि ये कर्मचारी प्रबंधन और नौकरी के साथ संबंध सकारात्मक होना चाहिए यह एक सकारात्मक संबंध होना चाहिए रोज रोज उसे नौकरी करने से प्यार करना चाहिए किसी को भी नौकरी से नहीं बचना चाहिए कार्यस्थल और जब हम महान कार्यस्थल के बारे में बात करते हैं जो वे प्रशिक्षकों की मदद से बनाते हैं प्रशिक्षक बहुत महत्वपूर्ण हैं वे नौकरी कर्मचारी संबंध की उस विशेष शैली का निर्माण करते हैं कर्मचारी व नौकरी से संबंध कि मैं अपनी नौकरी से प्यार करता हूं नौकरी करने के लिए उत्साहित हूं वह नौकरी के प्रति बहुत ही सकारात्मक और स्नेही है वह रोटी और मक्खन के लिए काम नहीं कर रहा है बल्कि यह जीवन का एक रास्ता है वह एक विशेष कार्य करना चाहता है क्योंकि वह जीवन की विशेष शैली जीना चाहता है और यही कारण है कि वह उस विशेष नौकरी में है यह मजबूरी से नहीं है यह पसंद से है और जब यह भावनाओं और पर्यावरण के प्रकार हैं वहाँ निश्चित रूप से कार्यस्थल महान कार्यस्थल होगा तीसरा पहलू जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और वह है दू सरे कर्मचारियों के साथ संबंध जैसे हम जानते हैं कि पर्सनालिटी क्या है पर्सनालिटी वह है जैसे व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है और बातचीत करता है स्टीफन पी रॉबिन्स की किताब के बारे में ओ बी हर कोई जानता है अब उस में अन्य कर्मचारियों के साथ विशेष संबंधों में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों के सम्पर्क में आएगा मेरा एक पीएचडी स्कॉलर विनीत कश्यप अब आईआईटी तिरुपति में सहायक प्राध्यापक हैं पहले वह आई आई एम सिरमौर में था अब वह उस नौकर नेतृत्व के बारे में बात करता है जब हम अन्य कर्मचारियों के साथ संबंध की बात करते हैं तो पहले और सबसे बड़ी कांसेप्ट यह है कि आप दू सरों की सेवा कैसे करते हैं दू सरे कर्मचारी जब भी विभिन्न प्रकार के पर्सनालिटी होते हैं और जब आपको बातचीत करनी होती है उस पर्सनालिटी के साथ कुछ पर्सनालिटी सपोर्टिव होना पसंद कर सकते हैं कुछ पर्सनालिटी ऑटोक्रेटिकस्टाइल में रहना पसंद करते हैं कुछ पर्सनालिटी मि क्सिंग स्टाइल होंगे कुछ पर्सनालिटी रिजर्व स्टाइल के होंगे क्योंकि पर्सनालिटी हेरेडिटरी और परिस्थिति पर निर्भर करता है और इसीलिए हम पाते हैं कि जुड़वाँ भी अलग पर्सनालिटी रखते हैं तो उस स्थिति में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह किस प्रकार का व्यक्तित्व पर्सनालिटी है किस प्रकार के वातावरण में विकसित जन्मा और पाला गया क्योंकि जब हम बात करते हैं विशेष रूप से भारत में तब हम समझते हैं कि विभिन्न सामाजिक वातावरण हैं यहां अलग अलग संस्कृति है अलग अलग प्रथाएं हैं हम यूनिटी इन डायवर्सिटी हैं और जब इस तरह की विविध संस्कृतियां हैं तो विभिन्न प्रथाएं होंगी यहां न केवल प्रथाएं विभिन्न मूल्य और मान्यताएं भी होंगी यदि विभिन्न मूल्य मान्यताएँ और प्रथाएँ हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति इसका अनुसरण और अपेक्षा करेगा कि अन्य व्यक्ति भी समान मूल्यों और विश्वास का पालन करें लेकिन क्या यह व्यावहारिक रूप से संभव है यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है इसलिए उस स्थिति में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम अन्य कर्मचारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं हमारे पास उनके लिए उचित सम्मान हो इसलिए एक महान कार्यस्थल में अन्य कर्मचारियों के साथ हर कोई एक दूसरे का सम्मान करता है वहां की संस्कृति में कोई पैर नहीं खींच रहा है कोई पीठ पीछे शिकायत नहीं है कोई गलाकाट प्रतियोगिता नहीं है न ही मुझे आगे जाना है नहीं यह एक टीम बि ल्डिंग है वे सभी काम कर रहे हैं साथ में और अगर इस तरह का संबंध अन्य कर्मचारियों के साथ है तो कार्यस्थल एक प्रेरक कार्यस्थल होगा एक महान कार्यस्थल होगा क्योंकि सहयोगियों के साथ साथ सबोर्डिनेट के साथ सुपीरियर का अच्छा संबंध है और अगर कोई अच्छा संबंध नहीं है तो तनाव होगा चिं ताएं होंगी और प्रदर्शन प्रभावित होगा इसलिए एक महान कार्यस्थल के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम विशेष रूप से शैली विकसित कर रहे हैं जो एक मैनेजमेंट के साथ बहुत ही सहायक हो नौकरी पर्सनालिटी के और कर्मचारी की उम्मीद अन्य कर्मचारियों के व्यक्तित्व के साथ मेल खा रहा है या यदि कर्मचारी को उस प्रकार पर्यावरण में मिलान में कठिनाई होती है वह ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षित किया गया है कि वह दू सरे कर्मचारियों के साथ अच्छी तरह से कैसे जुड़ सकता है वह कैसे काम संतुष्टि विकसित कर सकता है क्योंकि नौकरी से संतुष्टि के भी दो आयाम है एक है जॉब सेंट्रिसिटी और जॉब इनवॉल्वमेंट जॉब सेंट्रिसिटी का मतलब है काम की कंसंट्रेशन आप कई कर्मचारियों को जानकर आश्चर्यचकित होंगे जो उच्च जॉब संट्रिक हैं लेकिन उनके पास जॉब इनवॉल्वमेंट नहीं है तो वे अपने काम कर रहे हैं लेकिन कोई भागीदारी नहीं है इमोशनल कनेक्ट नहीं है इसलिए जॉब सेंट्रिसिटी जॉब इनवॉल्वमेंट के कारण नौकरी की संतुष्टि है एक मेरे पीएचडी छात्र ने यह विशेष शोध किया है डॉ श्याम नारायण का काम नौकरी से संतुष्टि है और इसलिए उस स्थिति में आप पाएंगे कि जॉब सेंट्रिसिटी जॉब कंसेनट्रेशन and जॉब इनवॉल्वमेंट क्या है यदि दोनों उच्च हैं तो जॉब सेटेसफेक्शन है और अगर जॉब सेटेसफेक्शन है तो कर्मचारी रिटेंशन अधिक होगा कर्मचारी टर्नओवर कम होगा इसलिए एक महान कार्यस्थल पर कर्मचारियों के संबंध प्रबंधन के साथ नौकरी के साथ अन्य कर्मचारियों के साथ अत्यधिक सकारात्मक है और एक प्रशिक्षक की भूमिका उन वैल्यू सिस्टम को लागू करने से महान कार्यस्थल बनाने के लिए है जिससे कर्मचारी नौकरी से प्यार करने में सक्षम होंगे प्रबंधन दिशानिर्देशों का पालन करेंगे और अन्य कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंध रखेंगे और इस तरह आप पाएंगे कि एक महान कार्यस्थल बनाया जा सकता है इसलिए मैं भरोसे के बारे में बात करता हूं जो आप सभी साथ काम करने वाले कर्मचारियों के साथ करते हैं आपको गर्व है पहले से ही मैंने उल्लेख किया है इस बारे में मैंने उल्लेख किया है कि कार्यस्थल में आनंद आना देर से नहीं आना प्रेरणाहीन निराश नहीं महसूस करना बल्कि कार्यस्थल पर आएं उत्सुकता चिं ता और बहुत सकारात्मक भावनाएं रहती हैं मुझे जाना है एक खिलाड़ी की तरह जो एक खेल के मैदान में प्रवेश करना चाहता है उसी तरह एक कर्मचारी चाहता है संगठन में काम करने वाले लोगों के साथ काम करने का आनंद लें अब यहाँ मैं महान कार्यस्थल के कुछ आयामों का उल्लेख करना चाहूंगा पहला आयाम यह है कि जब भी हम उस बारे में बात करते हैं तो वह क्रेडिविलिटी होती है विश्वसनीयता क्या है में क्रेडिविलिटी डेवलपमेंट और विश्वास का विकास यह कार्यस्थल में कैसे लाभ देता है संचार खुले और सुलभ हैं कोई झिझक नहीं है कोई अवरोध नहीं है वहाँ है खुले दरवाजा की नीति कोई भी जाकर अपने बॉस से बात कर सकता है मैं यह समझने में सक्षम नहीं हूं या मैं इस विशेष क्षेत्र में कमजोरी महसूस करता हूं आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं मुझे किस प्रकार का प्रशिक्षण लेना चाहिए और यह एक निरंतर संचार है सुपीरियर और सबोर्डिनेट के बीच और जब भी कोई संवाद होता है वरिष्ठों और अधीनस्थों के मध्य तो फिर अधिकांश समस्याओं का समाधान किया जाएगा क्योंकि संचार खुला है तो कोई भी समस्या हो ठीक है मुझे अपने बॉस से बात करने दो मैं सिर्फ बात करूंगा मेरे बॉस और समस्या हल हो जाएगी मुझे कोई डर नहीं है कि बॉस क्या कहेगा 'तुम्हे इतना भी नहीं आता तुम इतना नहीं जानते कुछ भी ऐसा नहीं है और इसलिए विश्वास है और संचार खुले हैं दू सरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मानव और मैटेरियल रिसोर्सेस के समन्वय की क्षमता ट्रेनर को क्या करना है कि कर्मचारियों में वह योग्यता विकसित करें क्या योग्यता समन्वय में समन्वय में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि तालमेल विकसित करना होगा जब तक आप उस सिनर्जी विकसित नहीं करते हैं तब तक कोई समन्वय नहीं रहेगा और इसलिए उस मामले में कर्मचारियों के बीच तालमेल विशेष रूप से कर्मचारियों और मनुष्यों के बीच समन्वय बहुत महत्वपूर्ण बन रहा है इसलिए यदि कोई समस्या है तो बस आप संपर्क कर सकते हैं और फिर आप हल कर सकते हैं बस आप समन्वय कर सकते हैं आप मदद कर सकते हैं आप मदद मांग सकते हैं आप सहायता प्रदान कर सकते हैं और उस प्रकार की पर्यावरण जहाँ है महान कार्यस्थल है एक और पहलू के बारे में बताया गया है मैटेरियल रिसोर्सेस मैटेरियल रिसोर्सेस आजकल विशेष रूप से टेक्नोलॉजिकल गैजेट का उपयोग है इसलिए यदि इस प्रकार के गैजेट या संसाधन हैं तो निश्चित रूप से उस मामले में आप पाएंगे कि कर्मचारियों के बीच क्रेडिविलिटी बहुत बहुत अधिक है तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है विश्वसनीयता क्रेडिविलिटी जो विजन से निरंतरता की इंटीग्रिटी बनाये रखता है अब आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने ड्रीम नौकरियों ड्रीम संगठन ड्रीम कार्यस्थल का उल्लेख किया है जो एक महान कार्यस्थल है लेकिन यह विशेष विजन में निरंतरता है जब तक कि अभ्यास में कंसिस्टेंसी न हो हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते और इस कंसिस्टेंसी का अर्थ है वर्षों हो सकता है कि शायद दशकों लगे यदि आप एक्सीलेंस प्राप्त करना चाहते हैं यदि आप हमारे संसाधनों के उपयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं यदि आप सबसे अच्छा करना चाहते हैं तो हमें अपनी विजन को कंसिस्टेंसी से इंटीग्रिटी करना होगा कुछ दिनों के लिए कुछ वर्षों के लिए मैं वह सपना देख रहा हूं और फिर कुछ आंशिक रूप से सपना है हासिल किया है और फिर मैं आनंद लेता हूं मैं कहता हूं कि आराम करो ठीक है काम किया ठीक है कुछ भी नहीं किया जाता है कुछ भी नहीं किया है ऐसा करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक कंसिस्टेंसी है और कंसिस्टेंसी अंत तक जाती है यदि व्यक्ति उस कंसिस्टेंसी को बनाए रखने में सक्षम है और तब वह उस क्रेडिविलिटी को प्राप्त करने में सक्षम होगा जो कि महान कार्य का प्रकार है अब कार्यस्थल की भूमिका मैंने पिछली स्लाइड में उल्लेख किया है कि वह है प्रबंधन उस विशेष कार्यस्थल की भूमिका है यह इंटीग्रिटी वह कंसिस्टेंसी है निश्चित रूप से यह एकतरफा नहीं हो सकता इसे करने की दृढ़ता केवल कर्मचारियों के हिस्से से नहीं हो सकती बल्कि कंसिस्टेंसी की आवश्यकता है उस कंसिस्टेंसी का समर्थन कंसिस्टेंसी वाले काम का माहौल उद्योगों से अपेक्षित है और तभी ऐसा हो सकता है अब आप देखते हैं कि मैंने सम्मान का उल्लेख किया है यह एक महान कार्यस्थल की विशेषता है आप दू सरों के साथ कैसे संवाद करते हैं आप बाहरी लोगों के साथ कैसे संवाद करते हैं आप अपने वरिष्ठों के साथ कैसे संवाद करते हैं सबोर्डिनेट सहयोगियों उनकी उपस्थिति में नहीं उनकी अनुपस्थिति में उनकी अनुपस्थिति में यदि आप दिखाते हैं आपका संचार उनके लिए सम्मान को दर्शाता है उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता हमेशा वे सपोर्ट प्रोफेशनल डेवलपमेंट बारे में बात कर रहे हैं प्रशंसा कर रहे हैं यह बहुत अच्छी बात है अब आप देखते हैं कि जब भी हम इस विशेष प्रोफेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं तो इस विशेष रूप से प्रोफेशनलिज्म की आप कैसे सराहना करते हैं हर किसी के पास ताकत है और प्लस पॉइंट्स हर किसी की कमजोरी भी होती है जिसे मैं समझता हूं लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि क्या आपके पास वह विशेष व्यावसायिक विकास है जो आप हैं दू सरों के सकारात्मक बिं दुओं की सराहना करें प्यारे दोस्तों यह एक कला है प्रशंसा की एक कला है और किसी की प्रशंसा करने की कला तभी हो सकती है जब वह एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है वह ऐसा मानता है हमने अकबर और बीरबल की कहानियों की संख्या को पढ़ा है और फिर हम समझते हैं उन कहानियों से कि प्रशंसा एक चमत्कार मंत्र है जब भी हम सम्मान करते हैं प्रशंसा दू सरों में सम्मान दिखाने का एक प्रकार है इसलिए जब भी हम वह विशेष प्रशंसा रख रहे हैं दू सरों के लिये वह विशेष सम्मान कर रहे हैं जैसा कि मैंने उल्लेख किया है न केवल उपस्थिति में बल्कि अनुपस्थिति में भी उपस्थिति में भी सराहना करनी होगी जब तक हम उपस्थिति अपनी प्रशंसा व्यक्त नहीं करेंगे तब तक व्यक्ति को पता कैसे चलेगा वह जान जाता है एक सहकर्मी की भूमिका या एक मालिक की भूमिका उसके लिये अच्छी बात करना कैसे ट्रेनर की आवश्यकता है ट्रेनर को उस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम को विकसित करना होगा जो सर्वोत्तम सराहना करने के लिए होगा यदि कोई संगठन जो इस प्रकार की संस्कृति पर्यावरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाता है और लोगों की मानसिकता को प्रशिक्षित करता है कि आपको दू सरों की सराहना करनी है आपको सकारात्मकता के बारे में बात करनी है फिर शायद आप सुपीरियर और सबोर्डिनेट के रिश्तों में चमत्कार देख सकते हैं यदि श्रेष्ठ अधीनस्थ के कौशल ज्ञान उनके दृष्टिकोण की सराहना कर रहा है निश्चित रूप से वह उच्च नैतिकता होगी यदि अधीनस्थ बॉस की अनुपस्थिति में बात कर रहा है कि मेरा बॉस बहुत अच्छा है और जब बॉस को पता चलेगा तो आप चमत्कार प्रभाव को समझ सकते हैं कि किस प्रकार का है भावना होगी इसलिए इस मामले में उस प्रकार का सम्मान और प्रशंसा होनी चाहिए वहाँ अब दू सरा बिंदु महत्वपूर्ण निर्णयों में कर्मचारियों के साथ सहयोग किया जाना है यहाँ यह है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि सामूहिक बुद्धिमत्ता एक महान कार्यस्थल में हमेशा सामूहिक बुद्धिमत्ता होती है ऐसा नहीं है कि जो मुझे लगता है सही वह ही सही है वह हमेशा दू सरे लोग जो कर्मचारी हैं के संपर्क में रहता है यही है मैं यह करने के लिए योजना बना रहा हूं कि आपका क्या है राय यह अच्छा है या नहीं यदि यह अच्छा है तो क्यों भले ही वह अच्छा कह रहा हो पूछो क्यों और अगर वह कहता है कि यह अच्छा नहीं है तो जानकारी भी लें ऐसा करने के लिए क्या सुधार आवश्यक है इसलिए इस मामले में साथ सहयोग करें संबंधित निर्णयों में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मुझे बहुत सी केस स्टडी याद है जब हम वेतन का फैसला करते हैं 30 साल पहले यह तय वेतन संरचना थी लेकिन अब वे बात करते हैं वेरिएबल पे वैरिएबल पे यह एक बहुत बहुत ही प्रासंगिक निर्णय है यह एक गुलदस्ता है यही है व्यक्ति न केवल चुनता है जो उसे दिया जाता है वह उसे स्पष्ट कर सकता है वह खुद का वेतन ढांचा डिजाइन कर सकता है और अगर इस प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है कि यह लागत होगी सीटीसी कंपनी के लिए लागत अब आप डिजाइन करें फिक्स और वैरिएबल बॉस और वरिष्ठ के साथ चर्चा कर डिजाइन होगा और फिर वे पाते हैं कि हाँ प्रासंगिक निर्णय एक सामूहिक निर्णय है यह लागत में वृद्धि करने वाला नहीं है लेकिन यह पूरी तरह से एक अलग स्वाद देगा और इस स्वाद में कर्मचारी यह तय करेगा कि उस विशेष सामूहिक ज्ञान का क्या प्रकार है जिस पर उसे विचार करना है व्यक्तिगत जीवन वाले व्यक्तियों के रूप में कर्मचारियों की देखभाल यह बहुत महत्वपूर्ण है मुझे याद है और आपने डॉ कलाम की किताब उस लीडरशिप स्टाइल्स और इस बारे में बात भी पढ़ी होगी कि कर्मचारियों की देखभाल कैसे की जाती है एक महान कार्यस्थल अगर हम कई लोगों की प्रतिक्रिया पूछते हैं जिन्होंने डॉ कलाम के साथ काम किया है और हमेशा एक संदर्भ हमेशा वहां होता है जो इस बात की चर्चा करता है कि वह कितना देखभाल करने वाले थे कार्यस्थल पर केवल यह नहीं था कि वह संसाधन प्रदान कर रहा है और प्रदर्शन के लिए पूछ रहा है यह भी ठीक है लेकिन मुद्दा यह है कि आप उस विशेष कर्मचारी की कितनी व्यक्तिगत देखभाल कर रहे हैं है ना और यह कृत्रिम नहीं है यह दिल से है लोग समझते हैं कि मेरा बॉस boss देखभाल कर रहा है या नहीं मेरा संगठन मेरा महान कार्यस्थल वास्तव में मेरी देखभाल कर रहा है या नहीं अगर वे देखभाल कर रहे हैं तो वे दंडात्मक नहीं बल्कि सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे वे हमेशा पूछेंगे कि नहीं यह गलत नहीं है आप ऐसा करते हैं नहीं आप ऐसा नहीं करते हैं अन्यथा ऐसा होगा और इसलिए किसी भी समस्या में किसी भी मदद की ज़रूरत है उस स्थिति में आप पाएंगे कि यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने कार्यस्थल पर कितने अच्छे हैं प्रिय दोस्तों इस विशेष ब्लॉक से देखभाल और प्रशंसा यदि आप देखते हैं अर्थात सामूहिक ज्ञान भी पेशेवर रूप से ठीक है लेकिन मुझे लगता है कि प्रशंसा और देखभाल दो वैल्यू हैं जब हम सम्मान के बारे में बात करते हैं तो कार्यस्थल महान परिलक्षित होता है तीसरा एक बहुत ही यांत्रिक बिंदु है लेकिन हां बहुत महत्वपूर्ण है कि निष्पक्षता है दू सरों से तुलना करना मनुष्य की प्रवृत्ति है कोई खुश हो सकता है लेकिन वह पाता है कि दू सरा जो कम क्षमता वाला है और वह अधिक प्राप्त कर रहा है वह दुखी होगा हालांकि वह यह जाने बिना पहले खुश था तो इक्विटी एक महान कार्यस्थल पुरस्कार के संदर्भ में सभी के लिए इक्विटी संतुलित उपचार प्रदान करता है यह ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा पा रहा है और कोई कम यह मालिक की सनक पर नहीं है कि वह किसे पुरस्कार बांट रहा है वह योग्यता के आधार पर कर्मचारियों के प्रदर्शन के आधार पर उनके द्वारा किस प्रकार के प्रदर्शन के आधार पर इनाम साझा कर रहा है यह व्यवहार के आधार पर है यह दृष्टिकोण के आधार पर है यह वैल्यू सिस्टम के आधार पर है और जब सभी समान हैं तो समान पुरस्कार वहां होने हैं इसलिए कुछ प्रथाओं में बेंचमार्क निश्चित है यह सच है लेकिन सभी का मूल्यांकन किया जाना है और जांच की जानी है दू सरा है निष्पक्षता यह महान कार्यस्थल की संस्कृति बनाने के लिए भी है एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है काम पर रखने और पदोन्नति में पक्षपात की अनुपस्थिति क्योंकि मैं किसी को प्यार करता हूं और पसंद करता हूं और इसलिए वह व्यक्ति पदोन्नति के योग्य है वहां नहीं होना चाहिए यह होना चाहिए कि व्यक्ति अपनी योग्यता के कारण संगठन के प्रति अपनी चिं ता के कारण ऐसा कर रहा है हमेशा निर्णय लेने में यह नहीं है कि मेरे लिए क्या है यह संगठन के लिए है और संगठन भी समान रूप से चिं तित है संगठन के लिए क्या है और कर्मचारी के लिए क्या है जब एक मेल होता है तो एक महान कार्यस्थल होता है इसलिए हमेशा न्याय की गुंजाइश भेदभाव की कमी अपील की प्रक्रिया होनी चाहिए आईआर औद्योगिक संबंध भी क्योंकि 6 साल तक मैं एक श्रम अधिकारी था इसलिए मैं समझता हूं कि अपील की प्रक्रिया हमेशा उपलब्ध रहती है क्योंकि इससे न्याय का अवसर मिलता है और जब इसका समर्थन किया जाता है तो इसका मतलब है कि न्याय सही है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कार्यस्थल पर निष्पक्षता का होना आवश्यक हो और यह निष्पक्षता तभी संभव होगी जब न्याय का वातावरण होगा यहां हर किसी को न्याय मिलता है यदि आप लायक हैं तो आपको मिलेगा इसमें कोई संदेह नहीं है वरिष्ठ अधिकारी जब कॉफी की दु कानों में जूनियर्स के बारे में बात करते हैं तो वे कहेंगे कि यदि आप इस संगठन में लायक हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा आपको यह मिल जाएगा और इस तरह की भावना महान कार्यस्थल पर होगी एक और महत्वपूर्ण पहलू है गर्व काम करने का गौरव जब हम कहते हैं कि मैं इस विशेष संस्थान में काम कर रहा हूं मैं इस विशेष संगठन में काम कर रहा हूं और इसके बारे में गर्व महसूस कर रहा हूं और निश्चित रूप से उस मामले में यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जैसे व्यक्तिगत नौकरी में व्यक्तिगत योगदान जिसे मान्यता दी जाती है वह गर्व की बात है मैंने ऐसा किया है हर कोई कर रहा है लेकिन मैंने इसे अलग तरह से किया है हर कोई कर रहा है लेकिन मैंने इसे एक विशेष तरीके से किया तब निश्चित रूप से उस मामले में उस प्रकार की व्यक्तिगत नौकरी में व्यक्ति के योगदान को महान कार्यस्थल पर उच्च मान्यता प्राप्त है अच्छे कार्यस्थल में प्रतिफल होगा और आपके पे स्लिप का उल्लेख करने पर केवल यह धारणा होगी कि आपने अच्छा काम किया है यह पर्याप्त नहीं है लेकिन यहां इसे एक व्यक्ति के योगदान के रूप में पहचाना जाएगा तो एक कर्मचारी को पहचान एक महान कार्यस्थल पर जो प्रदान करता है पहचान यह केवल पुरस्कार देने से नहीं रुकता है बल्कि यह पहचान देता है कि इस के स्तंभ कौन हैं इस संगठन में कौन से ज्ञानी कार्यकर्ता हैं जो इस संगठन में ब्लू आई कर्मचारी हैं जो शीर्ष कलाकार हैं जो इस संगठन में सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी हैं और इसलिए उस स्थिति में आप पाएंगे कि व्यक्ति का योगदान होगा एक टीम या कार्य समूह द्वारा उत्पादित कार्य गर्व भी देगा जैसे विशेष रूप से आईटी उद्योगों में आप पाते हैं कि विभिन्न प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ तक कि विनिर्माण भी है इसलिए विभिन्न प्रोजेक्ट्स हैं अक्सर आईटी उद्योग में विभिन्न प्रोजेक्ट्स होती हैं अब अगर अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं तो वे बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स हैं और आप उस विशेष प्रोजेक्ट्स के सदस्य या टीम हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण है यह मान्यता है कि मैं इस प्रोजेक्ट्स के तहत इस नेतृत्व में काम कर रहा हूं और उस लीडर को महान उपलब्धियों के लिए संगठन में जाना जाता है फिर निश्चित रूप से उस मामले में हम कहेंगे कि हाँ यह एक व्यक्ति के लिए गर्व की बात है इसलिए यह मान्यता है जो किसी व्यक्ति को संगठन में गर्व कराता है वह किस प्रकार की टीम या कार्य समूह में काम कर रहा है और वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा गर्व में आप संगठन के उत्पादों को समुदाय में खड़े पाएंगे है ना संगठन के जो भी उत्पाद और खड़े हैं वे समुदाय में क्या हैं आप कौन से डिवीजन में हैं आपका किस प्रकार का इंप्रेशन पड़ रहा है वह भी आपको एक विशेष अनुभूति देगा और वह विशेष उपलब्धि होगी यही है मैं इस विशेष प्रकार के समुदाय को प्राप्त कर रहा हूं फिर कैमारेडरी अब अपने आप की सही होने की क्षमता अब आप देखते हैं कि हर कोई अपने आप को चाहता है वह कैसे स्वयं का होना चाहता है वह खुद को साबित करना चाहता है जैसे मैं पहचान के बारे में उल्लेख कर रहा था और यह साबित करने के लिए कि मैं सक्षम हूं मैं संगठन में यह विशेष कार्य करने में सक्षम हूं जब भी इस प्रकार की समस्याएं होती हैं तो पहला नाम होगा आप जाएं और एक्स से पूछें क्योंकि उन्होंने अपनी क्षमता साबित कर दी है यही है जब भी समस्या होगी X इस प्रकार की समस्या को हल करने में सक्षम है और फिर यह एक मान्यता है दू सरा सामाजिक मैत्रीपूर्ण और स्वागत योग्य माहौल है यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यह कि कर्मचारियों को सामाजिक रूप से कैसे पहचाना जाता है जब आप समाज में रिश्तेदारों के साथ दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं और फिर वे कहते हैं कि ओह वह उस संगठन का कर्मचारी है और वे आपका स्वागत करते हैं और फिर आप उस प्रशंसा उस सम्मान जो दू सरों की आंखों में गर्व महसूस करते हैं के बारे में देख सकते हैं वह ओह वह मेरा रिश्तेदार है और वह उस विशेष संगठन में काम कर रहा है वह एक महान कार्यस्थल है इसलिए जब भी उन प्रथाओं के कारण समाज किसी संगठन को एक महान कार्यस्थल के रूप में मान्यता देता है और इन प्रथाओं को प्रशिक्षकों की मदद से विकसित किया जाता है तो प्रशिक्षक की भूमिका उस महान कार्यस्थल को बनाने के लिए है जो सहायक कर्मचारियों की सहायता से उन प्रकार की प्रथाओं को विकसित करने के लिए है अंत में मैं परिवार या एक टीम team की भावना का उल्लेख करना चाहूंगा पहले से ही मैंने भी उल्लेख किया है यही है कि मैं परिवार प्यारे दोस्तों की भावना को अधिक भार weightage दूंगा एक टीम है टीम शब्द मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से यह एक अधिक प्रोफेशनल का नोटेशन है लेकिन जब हम परिवार के बारे में बात करते हैं तो यह वहां व्यक्तिगत होता है तो वह भागीदारी वह प्रेरणा वह प्रतिबद्धता वह स्नेह उन चुनौतियों को स्वीकार करना दृष्टिकोण संसाधनों को साझा करना उस देखभाल को ध्यान में रखना है जो ईमानदारी है और यह हर स्थिरता के लिए सही है यदि इस प्रकार के आयाम हैं तो निश्चित रूप से उस स्थिति में महान कार्यस्थल के आयामों में यह विश्वसनीयता सम्मान निष्पक्षता गौरव इन सभी प्रथाओं के साथ सभी अवधारणाएं होंगी इन प्रथाओं को विकसित करने के लिए ट्रेनर की भूमिका होगी और अगर वह सफल हो जाता है तो वह अच्छे कार्यस्थल को काम करने के लिए महान कार्यस्थल में परिव र्तित कर सकेगा इसलिए मुझे लगता है कि यह पर्याप्त है कि कैसे ये विभिन्न आयाम हैं जो कार्यस्थल में लाभ देते हैं और कैसे एक प्रशिक्षक एक अच्छे कार्यस्थल को महान कार्यस्थल में बदल सकता है